नमस्कार सिक्योर सिस्टम इंजीनियरिंग के इस कोर्स में आपका स्वागत है एनपीटीईएल द्वारा प्रदान की जाने वाली सूचना सुरक्षा पर पाठ्यक्रमों की श्रृंखला में यह पाठ्यक्रम पांचवां है इसलिए यह पाठ्यक्रम आठ सप्ताह का पाठ्यक्रम है और इस पाठ्यक्रम के दौरान हम वास्तव में सुरक्षा प्रणालियों के बारे में विवरणों पर गौर करेंगे और अनिवार्य रूप से उन पहलुओं पर ध्यान देंगे कि कैसे सिस्टम को अधिक सुरक्षित बनाया जा सकता है तो चलिए इस विशेष वर्ग को एक छोटे से परिचय के साथ शुरू करते हैं जिसका अर्थ है कि हम सुरक्षा प्रणालियों द्वारा क्या कहते हैं यदि आप एक कंप्यूटर सिस्टम को देखते हैं तो उस कंप्यूटर सिस्टम के लिए खतरे क्या हैं और इन खतरों को कम करने के लिए वर्तमान अभ्यास क्या हैं तो आइए हम इस बात पर विचार करें कि कंप्यूटर सिस्टम एक बंद बॉक्स है अब यह एक बॉक्स है और इसका बाहरी दुनिया से कोई संबंध नहीं है इसलिए जब तक कुछ भी इस बॉक्स में प्रवेश नहीं करता है या कुछ भी इस बॉक्स को नहीं छोड़ता है तब तक इस बॉक्स की सामग्री सुरक्षित है इसी तरह से जब हम कंप्यूटर सिस्टम पर विचार करते हैं अगर कंप्यूटर बाहरी दुनिया से पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो जाता है तो कोई भी जानकारी कंप्यूटर में नहीं जा रही है और कोई भी जानकारी कंप्यूटर के बाहर नहीं जा रही है तो हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम सुरक्षित है हालांकि व्यवहार में ऐसा नहीं होता है व्यवहार में बहुत सारे वायरस कीड़े और स्पायवेयर हैं जो कंप्यूटर सिस्टम के आसपास हैं तो ये स्पाई वेयर सिस्टम में मौजूद नहीं हो सकते हैं लेकिन यह सिस्टम के बाहर होगा और ऐसे में सिस्टम अभी भी सुरक्षित है कारण यह है कि सिस्टम के अंदर की सूचना सामग्री इस बॉक्स द्वारा संलग्न है और बाहरी मैलवेयर या वायरस या स्पाइवेयर से प्रभावित नहीं है जो इस विशेष बॉक्स के बाहर है इसलिए इस तरह के परिदृश्य में भी हम विचार कर सकते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम अभी भी सुरक्षित है अब विचार करें कि सिस्टम में एक छोटी सी खराबी है जिससे एक बाहरी मैलवेयर या वायरस या स्पायवेयर प्रवेश कर सकता है और इसके परिणामस्वरूप सिस्टम सुरक्षित नहीं होगा इसलिए यह केवल यह दोष है जो यहां पर दिखाया गया है जिससे सिस्टम सुरक्षित नहीं हो सकता है अब हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के दोष क्या हैं इसलिए हम कंप्यूटर सिस्टम में विभिन्न खामियों को कई श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकते हैं तो सबसे आम दोष डिजाइन में होता है कहते हैं हमारे पास एक प्रोसेसर और एक प्रोसेसर है जैसा कि हम जानते हैं एक अत्यधिक जटिल डिजाइन है कई मॉड्यूल जटिल पाइपलाइन बड़ी यादें और ये सभी ब्लॉक वास्तव में बहुत उच्च आवृत्ति पर एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं और प्रति नैनो सेकंड में बहुत सारे ऑपरेशन कर रहे हैं अब इस पूरे डिजाइन में एक छोटी सी भी खराबी हो सकती है और यह एक ऐसे शोषण का कारण बन सकता है जो एक हमलावर उस प्रणाली में पहुंच प्राप्त करने के लिए उपयोग कर सकता है एक काफी प्रसिद्ध दोष है इंटेल पेंटियम फ्लोटिंग पॉइंट बग मैं इस विशेष दोष के विवरण में नहीं जाऊंगा लेकिन आप वास्तव में विकिपीडिया पर इसे देख सकते हैं और यह देखने के लिए कि इंटेल प्रोसेसर के फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट में एक दोष कैसे एक भेद्यता का कारण बना था जब आप एक फ्लोटिंग करते हैं बिंदु ऑपरेशन परिणाम गलत होगा अब इस दोष का शोषण किया गया था कई वर्षों बाद क्रिप्टोग्राफर्स द्वारा साइपर पर कर बनाने के लिए और इसलिए इस फ्लोटिंग पॉइंट बग का दोहन करके सिफर की गुप्त कुंजी का अनुमान लगाया गया था खामियों की अगली श्रेणी जो हार्डवेयर खामियां हो सकती है तो ये दोष जानबूझकर हार्डवेयर ट्रोजन हो सकते हैं जो कि थर्ड पार्टी द्वारा निर्माण के समय डाले जाते हैं उदाहरण के लिए जब कोई कंपनी सर्किट डिजाइन करती है या वीएलएसआई चिप डिजाइन करती है और इसे थर्ड पार्टी में फैब्रिकेशन के लिए भेजती है तो हार्डवेयर ट्रोजन को डाला जा सकता है यह ट्रोजन आमतौर पर निष्क्रिय होगा और इस चिप के परीक्षण के समय आसानी से पता लगाने योग्य नहीं होगा हालांकि जब इस ट्रोजन को सही ट्रिगर मिलता है तो यह जाग जाता है और यह उस जानकारी तक पहुंच प्राप्त कर सकता है जो चिप में गणना की जा रही है इसलिए ये अन्य दोष हैं और ये हार्डवेयर ट्रोजन कंप्यूटिंग सिस्टम के लिए बड़ा खतरा हैं इन दिनों अनिवार्य रूप से क्योंकि यह पता लगाना बेहद मुश्किल है कि आईसी या प्रोसेसर या चिप में हार्डवेयर ट्रोजन मौजूद है तीसरा पहलू निश्चित रूप से जो हम सभी से परिचित हैं वह मानवीय कारक है बिना किसी डिजाइन खामियों के हम कहते हैं और हम किसी तरह गारंटी देते हैं कि कोई हार्डवेयर ट्रोजन या कोई हार्डवेयर दोष नहीं हैं फिर भी अंततः एक मानव होगा जो इस प्रणाली का उपयोग करता है स्मार्ट फोन लैपटॉप या डेस्कटॉप और इतने पर विशिष्ट सिस्टम और यह एक भेद्यता का कारण हो सकता है उदाहरण के लिए हम सभी को किसी न किसी प्रकार के स्पैम वेयर या ईमेल या पॉप अप विंडो का विस्तार करना होगा जो वास्तव में इस विशेष स्लाइड में दिखाए गए अनुसार आते हैं और यह आश्चर्यजनक नहीं है कि कई लोग वास्तव में इन पॉप अप के शिकार होते हैं और स्पैम ईमेल और बटन पर क्लिक करने से बाहरी मैलवेयर वायरस कृमि या कुछ भी आपके सिस्टम में प्रवेश कर सकता है चौथा दोष जो हम देख रहे हैं और इस पाठ्यक्रम के दौरान बहुत समय बिताना कार्यक्रम में बग के कारण है एक प्रोग्राम में कई बग हो सकते हैं जो कंपाइलर द्वारा पता नहीं लगाए जाते हैं या प्रोग्राम का परीक्षण करते समय तो उदाहरण के लिए हम कहें कि हमारे पास एक प्रोग्रामर है जो एक सरणी में मौजूद सौ नंबरों को छाँटने के लिए एक प्रोग्राम लिख रहा है इसलिए वह मानक प्रकारों में से एक का उपयोग करेगा जैसे चयन या बबल या एस्कॉर्ट और प्रोग्राम प्राप्त करने के लिए संकलन करें निष्पादन योग्य फिर वह इनपुट के रूप में सौ नंबरों के साथ कार्यक्रम चलाएगा और सॉर्ट किए गए आउटपुट प्राप्त करेगा इससे पता चलता है कि प्रोग्राम दिए गए इनपुट के लिए सही तरीके से काम कर रहा है हालांकि ऐसे अन्य कीड़े हो सकते हैं जो इतनी आसानी से पता नहीं लगाए जाते हैं और ये ऐसे कीड़े हैं जो कि एक हमलावर हैं जो आपके सिस्टम में पहुंच प्राप्त करने के लिए शोषण करेगा और फिर सिस्टम को नियंत्रित करेगा इसलिए हमने यहां जो देखा है वह विभिन्न प्रकार की खामियां हैं हमने डिजाइन की खामियों हार्डवेयर खामियों कार्यक्रम में कीड़े और मानव कारक को देखा है अब यदि कोई हमलावर आपके सिस्टम तक पहुँच प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए केवल एक ही दोष है हमलावर में से कोई भी आपके सिस्टम में प्रवेश पाने के लिए पर्याप्त है और इस प्रकार आपके पूरे सिस्टम को नियंत्रित करता है या सिस्टम में मौजूद गुप्त डेटा को चुरा लेता है इस कोर्स में हम इस पहलू को देखेंगे तो आप सिस्टम में बगों को देख रहे होंगे और एक हमलावर इन बग्स का उपयोग मैलवेयर बनाने या उन कारनामों को बनाने के लिए कैसे कर सकता है जो आपके सिस्टम में पेश किए जा सकते हैं और फिर आपके सिस्टम में डेटा चला और चुरा सकते हैं विभिन्न प्रोग्रामिंग भाषाओं में ऐसे बहुत से कीड़े मौजूद हैं लेकिन हम C और C प्रोग्राम में मौजूद प्रोग्रामिंग बग पर ध्यान केंद्रित करेंगे ये सिस्टम सॉफ़्टवेयर में बग की इस श्रेणी में आते हैं इसलिए हम C और C पर ध्यान केंद्रित करते हैं क्योंकि कई सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम से लेकर वर्चुअल मशीन तक और बहुत से अंतर्निहित पुस्तकालयों को C और C में लिखा जाता है इसके अलावा ये सिस्टम सॉफ्टवेयर काफी बड़े हैं और वे बहुत सारे ऐसे प्रोग्रामिंग बग्स के लिए अतिसंवेदनशील हैं जो एक तरीका हो सकता है कि एक हमलावर सिस्टम में प्रवेश कर सके और उसका शोषण कर सके कोर्स के दौरान हम बफर ओवरफ्लो और बफर ओवरडोज़ को देख रहे होंगे डबल फ्रीज़ और फ्री पूर्णांक ओवरफ्लो और फॉर्मेट स्ट्रिंग के बाद उपयोग करेंगे सिस्टम सॉफ़्टवेयर में मौजूद ये बग पिछले एक मैलवेयर को बनाने के लिए काफी हद तक शोषित हैं जो आपके सिस्टम पर हमला कर सकते हैं सिस्टम सॉफ़्टवेयर में बग के अलावा आप अन्य एप्लिकेशन में भी बग रख सकते हैं जो मौजूद हैं एक सामान्य उदाहरण आधुनिक डेटाबेस सिस्टम में मौजूद SQL इंजेक्शन बग है हम ऐसे आवेदन स्तर की कमजोरियों के बारे में विवरण में नहीं जाएंगे एक और हमला जो प्रमुखता हासिल कर रहा है वह है साइड चैनल अटैक्स के रूप में जानी जाने वाली किसी चीज के कारण इसलिए इन हमलों में कीड़े से काफी भिन्नता है जैसे कि हमने यहां पर क्या देखा है जबकि बफर ओवरफ्लो हीप्स पूर्णांक ओवरफ्लो और फॉर्मेट स्ट्रिंग्स जैसे बग कमजोरियों के कारण या प्रोग्रामिंग के दौरान खामियों के कारण होते हैं दूसरी ओर साइड चैनल अटैक उन प्रोग्रामों पर हमले हो सकते हैं जो वास्तव में बिना किसी बग की उपस्थिति के सही ढंग से कोडित किए जाते हैं बाद में इस पाठ्यक्रम में हम वास्तव में देख रहे होंगे कि ये हमले वास्तव में कैसे विकसित होते हैं तो अब हमने जो देखा है वह यह है कि किसी सिस्टम में भेद्यता का उपयोग एक हमलावर द्वारा मैलवेयर बनाने के लिए किया जा सकता है जो आपके सिस्टम में प्रवेश करेगा या उस भेद्यता के माध्यम से आपके सिस्टम में पहुंच प्राप्त करेगा इसलिए हमने देखा है कि विभिन्न प्रकार की कमजोरियां हैं या जिसे हम दोष कहते हैं और हमने देखा है कि दोष डिजाइन पहलुओं के कारण हो सकते हैं हार्डवेयर ट्रोजन के कारण या प्रोग्रामिंग बग के कारण और साथ ही मानव के कारण भी हो सकते हैं ऐसे कई तरीके हैं जिनके द्वारा इंजीनियरों और वैज्ञानिकों ने तकनीकें विकसित की हैं जिनके द्वारा इन खामियों या प्रणालियों पर इन हमलों को रोका जा सकता है या कम से कम कम से कम पूरी तरह से रोका नहीं जा सकता है इसलिए इस तरह के हमलों को रोकने के लिए सबसे अच्छे तरीकों में से एक एक स्पष्ट दृष्टिकोण जो एक के साथ शुरू होता है जहां हम सिस्टम को बिना किसी दोष के डिजाइन करना चाहते हैं ऐसे मामले में आप क्या कहते हैं कि हम अपने सिस्टम को लेते हैं जो इस बंद बॉक्स द्वारा यहां दर्शाया गया है और सिस्टम का गणितीय रूप से विश्लेषण करता है जैसे स्थैतिक विश्लेषण सीओक्यू मॉडल चेकर्स जैसे एक औपचारिक सबूत सहायक और इसलिए सिस्टम को प्रमाणित करता है पूरी तरह से दोषरहित और जैसा कि हम जानते हैं कि यदि सिस्टम में कोई खामियां नहीं हैं तो कोई कमजोरियां नहीं हैं और अगर कोई कमजोरियां नहीं हैं तो सिस्टम पर कोई हमला नहीं हो सकता है हालांकि यहां कमी यह है कि इस तरह की प्रणाली विकसित करना बहुत मुश्किल है इसका कारण यह है कि विश्लेषण के इस रूप में स्थैतिक विश्लेषण या औपचारिक प्रमाण का उपयोग किया जाता है जो बड़े कोड के लिए बहुत स्केलेबल नहीं हैं इसलिए इनमें से बहुत सारी गतिविधियाँ अधिकतर अकादमिक क्षेत्रों में प्रतिबंधित हैं ऐसा ही एक प्रयास एनआईसीटीए नामक एक ऑस्ट्रेलियाई समूह द्वारा किया गया था जहां उन्होंने एक ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया था जिसे सेएल 4 कहा जाता है और वे यह साबित करने में सक्षम रहे हैं कि एसईएल 4 कुछ मान्यताओं के तहत निर्दोष है इसलिए इन धारणाओं के तहत सेएल 4 की कोई भेद्यता नहीं है हालाँकि सभी प्रैक्टिकल प्रणालियों जैसे कि लिनक्स या विंडोज जैसे मानक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए इस तरह का विश्लेषण करना बेहद कठिन होगा इन उपकरणों की वर्तमान तकनीक को देखते हुए और इसलिए हमें यह सुनिश्चित करने के लिए अन्य तकनीकों की आवश्यकता होगी कि मानक ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे लिनक्स और विंडोज प्रभावित न हों मैलवेयर या किसी अन्य प्रकार के बाहरी दुर्भावनापूर्ण कोड द्वारा अब जब हम यह सुनिश्चित नहीं कर सकते कि बड़े सिस्टम को खामियों के बिना बनाया जा सकता है हम जिस चीज के साथ आएंगे वह एक दूसरा दृष्टिकोण है जहां हम खामियों के साथ प्रणाली का निर्माण करेंगे लेकिन फिर इस प्रणाली को एक सैंडबॉक्स पर्यावरण के रूप में जाना जाता है तो आप इस सैंडबॉक्स वातावरण को एक कंटेनर के रूप में मान सकते हैं जिसमें हमारा सिस्टम मौजूद है भले ही सिस्टम में खामियां हैं सिस्टम में मौजूद सैंडबॉक्स बॉक्स के कारण मैलवेयर को सिस्टम में प्रवेश करने से रोका जाता है तो यह तकनीक मानव कारक के रूप में भी ध्यान रखती है अब यदि कोई उपयोगकर्ता दुर्भावनापूर्ण वेबसाइट के लिंक पर क्लिक करता है तो सिस्टम सुरक्षित रहेगा क्योंकि यह बंद सैंडबॉक्स वातावरण के कारण है तीसरा तरीका है डिटेक्ट और मिटिगेट हमलों का पता लगाना तो यह वही है जो विशिष्ट एंटीवायरस सॉफ़्टवेयर करता है इसलिए जब कोई प्रोग्राम एंटी वायरस सॉफ़्टवेयर निष्पादित करता है तो प्रोग्राम की विभिन्न विशेषताओं पर नज़र रखेगा और फिर पहचान करेगा कि क्या यह प्रोग्राम वास्तव में कुछ दुर्भावनापूर्ण या दूसरे शब्दों में करने की कोशिश कर रहा है एंटी वायरस सॉफ़्टवेयर कुछ विशेषताओं के आधार पर दुर्भावनापूर्ण कोड का पता लगाएगा निष्पादन या उस बाइनरी की कुछ विशेषताओं के आधार पर ही इस कोर्स में हम दोनों हमलों के साथ साथ बचाव भी देख रहे हैं इसलिए हमलों के संबंध में हम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर स्तर के साथ साथ साइड चैनल हमलों पर हमलों को देख रहे हैं अब ये सॉफ्टवेयर अटैक ज्यादातर सिस्टम सॉफ्टवेयर पर केंद्रित होते हैं और इसलिए हम C और C प्रोग्राम को देखेंगे हम इन कार्यक्रमों में मौजूद बग और कमजोरियों को समझ रहे हैं और इन कमजोरियों का उपयोग करने के लिए एक शोषण कैसे लिखा जा सकता है हार्डवेयर और साइड चैनल हमलों के लिए हम विभिन्न प्रकार के हमलों का अध्ययन करेंगे जैसे कि कैश टाइमिंग हमले शक्ति विश्लेषण हमले और गलती इंजेक्शन हमले अगल बगल हम उन लोकप्रिय रक्षा रणनीतियों को भी देखेंगे जो ऐसे हमलों को रोकती हैं इसलिए ये रक्षा रणनीतियाँ कंपाइलर या हार्डवेयर पर या ट्रस्टेड कंप्यूटिंग वातावरण के रूप में ज्ञात विशेष परिक्षेत्रों का निर्माण करके मौजूद हो सकती हैं इस पाठ्यक्रम के अंत तक आप मैलवेयर और अन्य सुरक्षा खतरों के आंतरिक के बारे में अच्छी समझ रखने की उम्मीद कर सकते हैं आप सुरक्षा उपायों का मूल्यांकन करने और उन्हें हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम और कंपाइलर से विभिन्न भागों या विभिन्न घटकों पर लागू करने में सक्षम होंगे और आप प्रदर्शन और सुरक्षा के बीच व्यापार करने में भी सक्षम होंगे अब यह तीसरा पहलू बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए उदाहरण के लिए हमारे पास अत्यधिक सुरक्षित प्रणाली हो सकती है या हम एक अत्यधिक सुरक्षित प्रणाली विकसित कर सकते हैं हालांकि उस सिस्टम पर किसी भी एप्लिकेशन को निष्पादित या चलाने के लिए एक बहुत बड़ा ओवरहेड होगा और इसलिए व्यापार का मूल्यांकन करना बहुत महत्वपूर्ण है प्राप्त सिस्टम और सुरक्षा के प्रदर्शन के बीच हम विशेष रूप से किसी भी विशिष्ट पाठ्यपुस्तक का पालन नहीं करेंगे लेकिन ज्यादातर शोध पत्र और वीडियो के दौरान विभिन्न चरणों में उचित लिंक प्रदान किए जाएंगे और ये लिंक स्लाइड में मौजूद होंगे और आप वास्तव में इन लिंक को डाउनलोड कर सकते हैं और अधिक प्राप्त करने के लिए उन लिंक को पढ़ सकते हैं अवधारणाओं के बारे में जानकारी इसलिए इस पाठ्यक्रम के दौरान हम बहुत से विभिन्न कार्यक्रमों का मूल्यांकन और विश्लेषण करेंगे ये कार्यक्रम बहुत छोटे हैं लेकिन हम वास्तव में इन कार्यक्रमों का गहराई से विश्लेषण करेंगे आप वास्तव में इन कार्यक्रमों को बिट बकेट रिपॉजिटरी से डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें न केवल कार्यक्रम शामिल हैं बल्कि आपको इन विशेष कार्यक्रमों को चलाने के बारे में बहुत सारे निर्देश भी दिए गए हैं और इसमें स्लाइड और अन्य असाइनमेंट भी शामिल हैं जिन्हें आप आज़मा सकते हैं